इस व्याख्यान में हम प्रोटीन तृतीयक संरचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे सही इसलिए हमने पहले से ही प्रोटीन प्राथमिक संरचना के बारे में चर्चा की प्राथमिक संरचना क्या है छात्र अनुक्रम अमीनो एसिड अनुक्रम फिर प्रोटीन माध्यमिक संरचनाएं विभिन्न माध्यमिक संरचनाएं क्या हैं छात्र अल्फा हेलिक्स बीटा स्ट्रैंड्स अल्फा हेलिक्स और बीटा स्ट्रैंड है सही इसलिए तब हमने प्रोटीन अनुक्रमों के साथ साथ प्रोटीन माध्यमिक संरचनाओं के लिए कई विशेषताएं या कई गुण निकाले पिछली कक्षा में हमने मुख्य रूप से विभिन्न तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया या प्रोटीन माध्यमिक संरचनाओं की भविष्यवाणी की इसलिए हमने सांख्यिकीय विश्लेषण के बारे में चर्चा की उदाहरण के लिए चाउ और फेसमैन विधि यह किसी भी रूप में हेलिक्स या स्ट्रैंड या कोइल में अमीनो एसिड अवशेषों की प्रवृत्ति पर आधारित है फिर हमने सूचना सिद्धांत के बारे में चर्चा की जिसे GOR विधि कहा जाता है वे सूचना सिद्धांत और सूचना का केंद्रीय स्थिति पर उपयोग करते हैं और साथ ही 17 अवशेषों की एक विंडो की लंबाई 8 अवशेषों और सही ओर 8 अवशेषों को और जानकारी का उपयोग करने के लिए भविष्यवाणी करते हैं माध्यमिक संरचनाएं सही हमने हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफाइल अनुक्रम और मूल्यों को जोड़ने वाले प्लाट के बारे में चर्चा की तो या तो उन्हें अलग अलग पैटर्न मिलते हैं या आप औसत मूल्य ले सकते हैं और एक माध्यमिक संरचना की पहचान करने के लिए चोटियों को देख सकते हैं हमने कई अनुक्रम संरेखण के बारे में चर्चा की है यह मुख्य रूप से अलग अलग अनुक्रमों के संरेखण पर आधारित है जब पीएसएसएम मैट्रिस या किसी अन्य विभिन्न तरीकों के रूप में है सही तो इस संरेखण का उपयोग करें और द्वितीयक संरचना की भविष्यवाणी करें या तो GOR विधि का उपयोग करें या वे ज्ञात संरचनाओं से समवेत आधारित जानकारी का उपयोग कर सकते हैं बाद में फिर हम मशीन लर्निंग तकनीकों के बारे में चर्चा करते हैं उन्होंने सभी सूचनाओं का उपयोग किया सही और वे मशीन लर्निंग तकनीकों जैसे न्यूरल नेटवर्क या सदिश मशीनों या विभिन्न तरीकों का समर्थन करके इस जानकारी को प्रशिक्षित करते हैं और आप माध्यमिक संरचना की भविष्यवाणी करते हैं हमने सर्वसम्मति विधि के बारे में भी चर्चा की है जो समवेत आधारित पद्धति या मेटा सर्वरों के बारे में है सही या तो वे वांछित आउटपुट प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीकों के आउटपुट को नोट करने या प्रशिक्षित करने पर आधारित हैं तो इस वर्ग की चर्चा हम 3 डी संरचनाओं में करते हैं तो आप 3 डी संरचनाओं के बारे में क्या सोचते हैं प्रोटीन 3 डी संरचनाओं से आप कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं छात्र अभिविन्यास अभिविन्यास और साथ ही विशेष रूप से हम निर्देशांक पर विचार करते हैं तो तृतीयक संरचनाएं 3 डी संरचनाएं हैं इसलिए परमाणु विवरण के साथ एक प्रोटीन के तीन आयामी संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करें तो यह आपको एक विशिष्ट अवशेषों में प्रत्येक परमाणु के स्थान सही और एक प्रोटीन के X और YZ सही एक कार्टेशियन समन्वय प्रणाली में निर्देशांक दे सकता है फिर संरचनाओं को समन्वित करें वे तृतीयक संरचनाओं को अलग अलग उप इकाइयों वाले द्वितीयक तृतीयक संरचनाओं के संयोजन प्रदान करते हैं इसलिए यदि आप प्रोटीन देखते हैं तो वे यहाँ एक विशेष प्रोटीन की संरचना देख सकते हैं तो कुछ अनुक्रम हैं जिन्हें पता है कि द्वितीयक संरचना हेलिक्स हैं जिन्हें आप सर्पिल के रूप में देख सकते हैं और आप कुछ तीरों को देख सकते हैं जो वे किस्में का प्रतिनिधित्व करते हैं और फिर वे एक दूसरे से परमाणुओं और अवशेषों के साथ बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन के आधार पर अवशेषों के प्रकारों के आधार पर या तो वे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन या वैन डेर वाल्स इंटरैक्शन या हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन करते हैं और वे अद्वितीय 3 डी संरचनाओं बनाते हैं हम एक प्रोटीन की तीन आयामी संरचना के बारे में बात करते हैं यह परमाणु निर्देशकों को यह बताता है कि क्या यह एक परमाणु है जिसे यहां निरूपित किया गया है इसलिए आपको मिली जानकारी को एक्स वाई और जेड X Y and Z निर्देशांक दें 3D संरचनाओं के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें इस संरचना को कैसे प्राप्त करेंसही एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जैसे विभिन्न प्रयोगात्मक तरीके हैं विभिन्न विधियां जो प्रोटीन की 3 डी संरचनाओं को निर्धारित करने में सही मदद करती हैं या छोटे अणुओं के भी अन्य मैक्रोमोलेक्यूल इसलिए यदि आप वर्तमान में साहित्य में उपलब्ध सबसे प्रमुख तरीकों में से एक एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में देखते हैं तो हमारे पास बहुत परिष्कृत उपकरण क्रिस्टलोग्राफिक उपकरण हैं सही तो आप एक बड़े छोटे अणु के तीन आयामी ढांचे को प्राप्त कर सकते हैं यदि आप क्रिस्टलीकरण करने में सक्षम हैं तो बड़े अणु एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी में एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी में प्रयुक्त सिद्धांत क्या है छात्र एक्स रे विवर्तन एक्स रे विवर्तन सही यदि आपके पास एक्स रे विवर्तन है तो यह एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला मूल सिद्धांत है तो आपके द्वारा एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी कहे जाने वाले संरचनाओं को प्राप्त करने के लिए एक्स रे का उपयोग करने के लिए विभिन्न चरण हैं पहले हमारे पास प्रोटीन होना चाहिए तो उस स्थिति में या तो हमें प्रोटीन को संश्लेषित करना होगा या आप निकाल सकते हैं और फिर प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं प्रोटीन को अलग कर सकते हैं तो और अगर हमें प्रोटीन मिलता है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रोटीन शुद्ध हो तो विभिन्न कदम जो प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी में शामिल हैं पहले आपको शुद्ध प्रोटीन प्राप्त करने की आवश्यकता है इसलिए शुद्धिकरण प्राप्त करने के बाद प्रोटीन शुद्धि तो हमें क्रिस्टलीकरण करने की आवश्यकता है क्योंकि एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी विवर्तन यह एक विवर्तन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हमें एक क्रिस्टल की आवश्यकता है तो इस मामले में हमें विभिन्न प्रायोगिक स्थितियों का उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि आप इस प्रोटीन को क्रिस्टलीकृत रूप में बना सकें सही क्रिस्टल क्या है छात्र परमाणुओं की आवधिक व्यवस्था परमाणुओं की व्यवस्था में परमाणुओं की आवधिक व्यवस्था एक ही इकाई के साथ है यह सभी इकाइयों के लिए समान है सही तो इस मामले में एक प्रोटीन का क्रिस्टलीकरण हो जाएगा और फिर हमें अगले क्रिस्टल की जरूरत है यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है जो वर्तमान में सिंक्रोट्रॉन विकिरण जैसी कई प्रयोगशालाओं में है और यह सभी स्वचालित है तो इस मामले में यह स्वचालित रूप से विभिन्न दिशाओं में माउंट हो सकता है और आप विवर्तन पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं अन्यथा उचित अभिविन्यास और विभिन्न उचित दिशाओं में क्रिस्टल को माउंट करने के लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण कदम है एक बार जब हम यह सब कर लेते हैं तो आप तरीके से एक्स रे पास कर सकते हैं सही और आप विवर्तन पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं तो अगर हमारे पास क्रिस्टल है और आपको विवर्तन पैटर्न मिलता है तो यह आपको देगा विवर्तन पैटर्न का क्या अर्थ है छात्र परमाणुओं की स्थिति हाँ यह इलेक्ट्रॉनों के अणुओं का एक वितरण है कि वे अणुओं में कैसे स्थिति रखते हैं तो वे विचलित हैं सही और फिर आप पैटर्न देख सकते हैं तो इस पैटर्न को इलेक्ट्रॉनों का यह पैटर्न प्राप्त करना है सही यही कारण है कि हम इलेक्ट्रॉन घनत्व मानचित्र के रूप में कहते हैं इसलिए आप सही तरह के इलेक्ट्रॉनों की आबादी के आधार पर एक तरह के नक्शे रख सकते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन घनत्व नक्शा प्राप्त कर सकते हैं यह वही है जो हमें उपयोग करके मिलता है इस क्रिस्टल विवर्तन का उसके बाद हमें प्रक्रिया करने की आवश्यकता है इलेक्ट्रॉन घनत्व नक्शा है सही यह इन इलेक्ट्रॉनों का स्थान है हमें संरचनाओं को प्राप्त करने के लिए इन आंकड़ों को संसाधित करने की आवश्यकता है इस डेटा को सही तरीके से संसाधित करने के लिए विभिन्न तरीके हैं क्योंकि हमें चरण के साथ साथ सही तीव्रता या आयाम की आवश्यकता है तो वहाँ यह समस्या एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी है अब इस चरण के मुद्दे की समस्या को हल करने के लिए अलग अलग तरीके हैं और फिर आप इस संरचना को प्राप्त कर सकते हैं इसलिए एक बार जब हम इस प्रक्रिया को प्राप्त करते हैं तो डेटा हमें संरचनाएं मिल जाएगी फिर हमें संरचनाओं को परिष्कृत करने की आवश्यकता है क्योंकि संरचना की इस गुणवत्ता के आधार पर हमें इस दो डेटा से मेल खाने की आवश्यकता है सही इलेक्ट्रॉन घनत्व के नक्शे जब उनकी अपनी संरचना तो वे पसंद करते हैं इस संरचना को परिशोधित करने के लिए और अंत में हम परिशोधन संरचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं एक बार जब हमें रिफाइन संरचनाएं मिल जाती हैं तो यह संरचना इस प्रोटीन संरचना के व्यवहार को समझने के लिए एक विश्लेषण करने के लिए उपयोगी हो सकती है कि संरचना और कार्य के बीच क्या संबंध है जहां सक्रिय अवशेष हैं जो अवशेष इस प्रकार की स्थिरता में शामिल हैं और तह और इतने पर यह संभव है तो यह एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी है यह प्रमुख कदम है पहले हमें क्रिस्टल चाहिए सही हमें क्रिस्टल प्राप्त करना होगा और विवर्तन प्राप्त करना होगा जो आप इस तरह से एक पैटर्न दे सकते हैं और आप इस डेटा को तरीके से संसाधित करते हैंसही आखिरकार हमें 3 डी संरचनाएं मिलती हैं जो हमें चाहिए फिर हम इस 3 डी संरचनाओं के इस गुण को तरीके से जांचते हैं सही और विभिन्न तरीकों का उपयोग करके इसे वैध करते हैं और तरीकों में से एक रामचंद्रन प्लॉट है और देखें कि क्या ये अवशेष मुख्य रूप से माध्यमिक संरचनाओं अल्फा हेलिक्स और एक बीटा स्ट्रैंड्स में अनुमत क्षेत्रों में हैं इसलिए यदि आप इस ज्ञात संरचनाओं को देखते हैं तो एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी सबसे प्रमुख विधि में से एक है जिसे आप प्रोटीन डाटा बैंक में संरचनाओं की एक बड़ी संख्या में देख सकते हैं मैं बहुत जल्द दिखाऊंगा और कई शोधकर्ताओं को नोबेल पुरस्कार मिला एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी से संरचनाओं को हल करने के लिए शुरुआत से शुरू करे तो इस एक्स रे की खोज और फिर एक्स रे का उपयोग करना क्रिस्टल पर भेद करना है और फिर छोटे अणुओं के लिए ब्रैग और ब्रैग जैसी संरचनाओं को प्राप्त करना है तो उन्होंने दिखाया कि पथ अंतर इस वेवलेंथ का अभिन्न गुणक है ब्रैग के नियम Bragg's law के लिए प्रसिद्ध समीकरण क्या है छात्र nλ के बराबर 2d sinθ के बराबर छात्र nλ nλ इस वेवलेंथ के अभिन्न गुणकों इस पथ का अंतर है या एक θ घटना के बीच कोण है छात्र और और प्लेन सही है और डी क्या है छात्र इंटर प्लानर दूरी यह interplanar दूरी सही इन interplanar दूरी सही θ घटना की या विवर्तन के तहत कोण बीच का कोण है तो λ वेवलेंथ है तो उन्होंने दिखाया कि तो 2d sinθ n nλ और हम उच्चतम विवर्तन प्राप्त करते हैं यदि यह लैम्ब्ड के अभिन्न गुणकों से है सही इसलिए तब उन्होंने इस एक्स रे विवर्तन का उपयोग मुख्य रूप से गोलाकार प्रोटीनों के लिए प्रोटीन की संरचनाओं को हल करने के लिए किया था जैसे कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन को हल किया गया था सही केंड्रे और पेरुट्ज़ ने 1962 में गोलाकार प्रोटीन के ढांचे को एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी दुआरा समझने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया फिर विटामिन बी 12 कॉम्प्लेक्स जैसे कई अन्य शोध हैं और फिर उन्होंने डीएनए संरचनाओं के लिए उपयोग किया सही डीएनए संरचनाओं में नोबेल पुरस्कार किसे मिला छात्र वाटसन और क्रिक वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला और फिर उन्होंने प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शन का उपयोग किया क्लुग को प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के मामले के लिए 1988 में डेइसनहोफर सही मिशेल और ह्यूबर ने मेम्ब्रेन प्रोटीन की संरचनाओं को हल किया पहले मेम्ब्रेन प्रोटीन सही प्रकाश संश्लेषक प्रतिक्रिया केंद्र को सही और उन्हें 1988 में नोबेल पुरस्कार मिला इसलिए वर्तमान में 2009 में हमें वेंकी रामकृष्णन टॉम सेज और आदो योनाथ मिल गए वे तीन क्रिस्टलोग्रफ़र हैंसही उन्होंने राइबोसोम की 3 डी संरचनाओं का उपयोग करके परमाणु स्तर पर प्रोटीन उत्पादन मशीनरी को समझने में बहुत योगदान दिया इसलिए उन्हें 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला इसके अलावा जीपीसीआर के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और इन प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी पर अन्य काम करते हैं तो एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी एक प्रमुख तकनीक है जिसका उपयोग प्रोटीन अणुओं की 3 डी संरचनाओं के साथ साथ अन्य जैविक मैक्रोलेक्युलस को निर्धारित करने के लिए किया जाता है तब हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी का उपयोग संरचनाओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है यदि आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पर देखते हैं तो यह स्पिन की तरह परमाणुओं की क्वांटम यांत्रिक गुणों के आधार पर होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया के साथ परमाणुओं की जानकारी को और स्थानीय वातावरण को निर्धारित करता है सही इसलिए उनके पास यह स्पेक्ट्रम है और एनएमआर स्पेक्ट्रा में दूरी की कमी का उपयोग करते हैं मॉडल विकसित करने के लिए दूरी की बाधाओं का उपयोग करते हैं यही कारण है कि यदि आप क्रिस्टलोग्राफी के लिए इन संरचनाओं को देखते हैं तो उन्हें एक संरचना मिलती है और एनएमआर वे कई मॉडल बनाते हैं सही आप तरीके से एनएमआर संरचनाओं को देख सकते हैं कि उनके पास 10 मॉडल हैं और सभी विभिन्न मॉडलों के लिए एक औसत संरचना है जो उन्हें औसत संरचनाएं मिलती हैं तो 2002 में कर्ट वुथरिक को 3 डी संरचना निर्धारण के लिए एनएमआर का उपयोग करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला तो कई तकनीकों और प्रमुख एक है एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और वर्तमान में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपीelectron microscopy का उपयोग 3 डी संरचना का निर्धारण करने के लिए भी किया जाता है तो आप इन सभी संरचनाओं को हल करते हैं और सभी संरचनाएं अब प्रोटीन डाटा बैंक में जमा होती हैं सही पीडीबी को प्रोटीन डेटा बैंक कहा जाता है सभी संरचनाएं अब प्रोटीन डेटा बैंक में जमा की जाती हैं 1977 में ब्रुकहैवेन नेशनल लेबोरेटरी ने प्रोटीन की संरचनाओं को इकट्ठा करना शुरू किया उस समय केवल 15 संरचनाएं थीं उन्होंने संरचनाओं को इकट्ठा किया और ब्रुकहैवेन नेशनल लेबोरेटरी के डेटा सेट को विकसित करना शुरू किया बाद में आने वाली संरचनाओं के साथ उन्होंने फिर से और अधिक संरचनात्मक रूप से फिर से इकट्ठा करने की कोशिश की सही और उन्होंने कंसोर्टियम का गठन किया उन्होंने स्ट्रक्चरल बायोइनफॉरमैटिक्स में इस रिसर्च कोलैबोरेट्री का गठन किया उन्हें यह प्रोटीन डेटा बैंक मिला तो प्रोटीन डेटा बैंक जैसे कि विभिन्न डेटा संस्थानों द्वारा जापान यूरोप या अमेरिका जैसे विभिन्न देशों द्वारा आयोजित किया जाता है तो उनके पास पीडीबी यूएसए और पीडीबी यूरोप के साथ साथ पीडीबी जापान भी है इसलिए वे एक दूसरे के साथ डेटा साझा करते हैं और वे जानकारी एकत्र करते हैं और वे इन प्रोटीनों की संरचनाओं को तीन आयामों 3 डी संरचनाओं को बनाए रखते हैं तो अब पीडीबी की वृद्धि प्रोटीन डेटा बैंक में जमा संरचनाओं पर निर्भर करती है पहले दिनों में उन्होंने इन सभी संरचनाओं को स्वीकार किया जब वे साहित्य में प्रकाशित होते हैं यदि आप नवीनतम और पिछले वाले को देखते हैं तो उनके पास कई विकल्प हैं और उन्हें कई गुणवत्ता जांचों से भी गुजरना पड़ता है और पुराने ढांचे वे गुणवत्ता की जांच नहीं करते थे पुरानी प्रविष्टियों में कई मुद्दे थे दूसरे पहले के दिनों में क्रिस्टलोग्राफर या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके वे संरचनाओं को हल करते हैं और वे प्रकाशित होते हैं और फिर डेटाबैंक में जमा होते हैं वर्तमान परिदृश्य सबसे पहले हमें पीडीबी से कोड प्राप्त करना होगा इससे पहले कि आप अपना लेख प्रकाशित करें इस मामले में पीडीबी अधिकार जो पीडीबी बनाए रखने का अधिकार है वे पीडीबी को क्यूरेट करते हैं वे आपकी संरचना की गुणवत्ता की जांच करते हैं और यदि आप गुणवत्ता जांच पास करते हैं तो केवल वे कोड असाइन करते हैं तो कोड प्राप्त करने के बाद ही आप शोध लेख प्रकाशित कर सकते हैं इसलिए इस तरह वे संरचनाओं की गुणवत्ता बनाए रखने में सक्षम हैं जो प्रोटीन डेटा बैंक में उपलब्ध हैं यही कारण है कि प्रोटीन के 3 डी संरचनाओं और साथ ही अन्य मैक्रोमोलेक्युलस और परिसरों को प्राप्त करने के लिए पीडीबी को व्यापक रूप से स्वीकृत अद्वितीय संसाधन माना जाता है तो यहाँ मैं प्रोटीन डाटा बैंक के संगठन को दिखाता हूं और जो डेटा प्रोटीन बैंक में उपलब्ध हैं और डेटा को कैसे निकालना है और प्रोटीन डेटा बैंक से डेटा का उपयोग कैसे करें तो पीडीबी है पीडीबी आरसीएसबी वेबसाइट राइट रिसर्च कोलैबोरेटरी इन स्ट्रक्चरल बायोइनफॉरमैटिक्स में उपलब्ध है इसलिए वे वेबसाइट को बनाए रखते हैं तो यह इन सभी हल की गई संरचनाओं के लिए संघनित है इसलिए वर्तमान में आपके पास 133589 संरचनाएं हैं और ये संरचनाएं समय समय पर बढ़ रही हैं सही इसलिए हर बार जब आप देख सकते हैं कि आप प्रोटीन डाटा बैंक में उपलब्ध पीडीबी संरचनाओं की संख्या में वृद्धि देख सकते हैं तो यह प्रोटीन डेटा बैंक का पहला पृष्ठ है आप यहाँ आँकड़े देख सकते हैं और यहाँ आप खोज विकल्प देख सकते हैं प्रोटीन डेटा बैंक की जानकारी लेने के लिए आप किसी भी खोज विकल्प का उपयोग कर सकते हैं तो आप देखते हैं कि जमा करने के लिए या खोज करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं आप उन्नत खोज का उपयोग कर सकते हैं सही और आप अणु की कल्पना कर सकते हैं और आप अणु का विश्लेषण कर सकते हैं या आप डाउनलोड कर सकते हैं सही और प्रोटीन डेटा बैंक में कई ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं जो प्रोटीन 3 डी संरचनाओं के उपयोग से संबंधित हैं या तो कई उपकरण हैं या आप कई विश्लेषण या कई पहलू कर सकते हैं या हम प्रोटीन के इन 3 डी संरचनाओं के साथ कर सकते हैं इसलिए यहां आप खोज विकल्प का उपयोग कर सकते हैं यदि आप उदाहरण के लिए कोई विशिष्ट प्रोटीन लेना चाहते हैं तो यह लाइसोजाइम का कोड है तो 2LZM यह श्रृंखला जानकारी है यदि आप इसे देते हैं तो आपको इस लाइसोजाइम का डेटा मिलेगा यदि आप प्रोटीन डेटा बैंक के इस आंकड़ों पर गौर करते हैं तो यहां आप देखते हैं कि मैंने पहले चर्चा की थी कि एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी प्रोटीन की 3 डी संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे प्रमुख तकनीक है तो अगर आप इस 127000 संरचनाओं के बीच देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि लगभग 114000 संरचनाएं एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी से प्राप्त की जाती हैं फिर हम देखते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में लगभग 11000 संरचनाएं हैं जो अन्य तकनीकों के ठीक बाद में हैं और अगर आप अलग अलग मैक्रोलेक्युलस की इन संरचनाओं पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि आपके पास प्रोटीनों की संख्या सबसे अधिक 118000 और लगभग 3000 न्यूक्लिक एसिड और 6000 के बारे में परिसरों में प्रोटीन आरएनए और प्रोटीन डीएनए दोनों शामिल हैं अब आप इस पीडीबी का उपयोग विभिन्न सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं जिन्हें आप एक ही परिवारों से प्रोटीन के बारे में सामूहिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या आप नॉन रेडंडान्त डेटा सेट बना सकते हैं या आप किसी विशिष्ट संकल्प के साथ डेटा प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए उच्च रिज़ॉल्यूशन संरचनाएँ या कोई विशिष्ट जीवों और इतने पर इसलिए यदि आप इसे किसी विशिष्ट कोड को देखते हैं उदाहरण के लिए यदि आप एक प्रोटीन में रुचि रखते हैं तो मैंने 2LZM को सर्च ऑप्शन में डाल दिया ठीक है आप यहां सर्च ऑप्शन देख सकते हैं हमने 2LZM को यहां पर रखा है और फिर अगर आप इस राइट पर क्लिक करते हैं तो आपको 2LZM वाला पहला पेज मिलेगा तो 2LZM यह बताता है है कि यह बैक्टीरियोफेज टी 4 लाइसोजाइम है तो आपको उस विशेष प्रोटीन का सार मिलता है तो यहां बाईं ओर आप संरचना देख सकते हैं यह टी 4 लाइसोजाइम की संरचना है और आप कई विकल्प देख सकते हैं जो आप फ़ाइल को प्रदर्शित करने या फ़ाइलों को डाउनलोड करने के लिए यहां देख सकते हैं डाउनलोड में आप यहां उपयोग की गई विधि देख सकते हैं आप इन एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी और सबयूनिट्स और सारांश पृष्ठ में विभिन्न अन्य विवरण देख सकते हैं फिर उदाहरण के लिए कई अन्य लिंक हैं हम 3 डी दृश्य या एनोटेशन अनुक्रम समानताएं या अनुक्रम जानकारी या संरचना जानकारी प्रयोगों और इतने पर देख सकते हैं देखें कि पहले पृष्ठ में आपके पास को देखने के लिए अलग अलग विकल्प हो सकते हैं अनुक्रमों और संरचनाओं यदि आप यहां देखते हैं कि यह FASTA अनुक्रम है और मैं पूर्ण प्रोटीन के लिए डेटा का उपयोग भी कर सकता हूं या तो हम बिना किसी निर्देश के हेडर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या आप कर सकते हैं पूर्ण निर्देशांक प्राप्त करें यदि आप FASTA अनुक्रम पर क्लिक करते हैं तो उन्हें FASTA अनुक्रम मिलेगा यह 2LZM है सही यह FASTA प्रारूप है सही और यहाँ से आप यहाँ से अमीनो एसिड अनुक्रम शुरू करते हैं 164 अमीनो एसिड अवशेष आप FASTA प्रारूप में अनुक्रम प्राप्त कर सकते हैं सही यदि आप सभी विवरण चाहते हैं कि कैसे विशेष प्रोटीन सिर्फ पीडीबी प्रारूप पर क्लिक करें इसलिए जब आप पीडीबी प्रारूप पर क्लिक करते हैं तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप एक शीर्षक और शीर्ष लेख के साथ शुरू करते हैं जो इस बैक्टीरियोफेज टी 4 लाइसोजाइम की संरचना है और स्रोत के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और आप लेखकों को देख सकते हैं BW मैथ्यू सही वह है जिसने संरचना को हल किया है और वह स्लाइड लेखों को दे सकता है इस लेख में प्रकाशित होना है सही इससे पहले हमने पबमेड़ के बारे में चर्चा की यहां आप इस संरचना के लिए पूरा स्लाइड देख सकते हैं फिर आप टिप्पणियों को देख सकते हैं आप कई स्लाइड देख सकते हैं और विशेष प्रोटीन के बारे में कोई विशिष्ट टिप्पणी कर सकते हैं इसलिए यदि आप इस पेज पर नीचे जाते हैं तो आप रिज़ॉल्यूशन देख सकते हैं कि कैसे आप 170 रिज़ॉल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो रिज़ॉल्यूशन का अर्थ क्या है छात्र न्यूनतम रिज़ॉल्यूशन सटीकता हाँ सटीकता हम इस पे 17 Å सटीकता स्तर तक प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं छात्र परमाणु प्रत्येक परमाणु की स्थिति सही तो पहले के दिनों में हम कम रिज़ॉल्यूशन वाले उच्च को 3 Å 5 Å कहते हैं तो इस मामले में इलेक्ट्रॉन घनत्व के नक्शे इतने स्पष्ट नहीं हैं इसलिए यदि निर्देशांक की स्थिति भी नहीं है सही तो हमें अधिक से अधिक परिष्कृत उपकरण मिलते हैं अब आप बहुत स्पष्ट तस्वीर प्राप्त कर सकते हैं तो यहां तक कि 1 Å के रिज़ॉल्यूशन तक आप गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं और सभी एक्स वाई जेड निर्देशांक की स्थिति बहुत मज़बूती से समन्वयित होती है इसलिए उसके बाद हम नीचे जाते हैं आप पीडीबी संरचना को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप अवशेषों को अनुक्रम जानकारी देख सकते हैं तो ये अनुक्रम जानकारी हैं यहां यदि अनुक्रम तीन छोटे कोड में दिए गए हैं तो यह M है यह N है यह I यह F और इसी तरह का है और फिर यहां फिर हम माध्यमिक संरचनाओं के बारे में डेटा देते हैं और यदि आप अलग अलग पीडीबी संरचनाओं पर गौर करते हैं तो उनमें से कुछ में वे माध्यमिक संरचनाएं हैं जिनमें से कुछ में उन्हें यह जानकारी नहीं है और दूसरा पहलू यह है कि इनमें से अधिकांश पीडीबी संरचनाओं में अंत के अवशेष बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं तो यह उदाहरण के लिए कई हेलिसेस में शामिल है आइसोल्यूसिन स्थिति 3 नंबर पर ग्लूटामाइन एसिड स्थिति संख्या 11 इसलिए 3 से 11 तो यह यहीं से एक हेलिक्स का निर्माण कर सकता है तब हम इन किस्सों को देख सकते हैं तो यहां कई हेलिसेस होंगे यह हेलिक्स होगा और आप इसे देख सकते हैं कि यहां स्ट्रैंड हैसही उदाहरण के लिए यह खंड 56 से 68 है तो यह आइसोलेसीन ग्लाइसिन 56 से आइसोलेसीन 68 है यह एक बीटा बना सकता है यहाँ अजनबी है एक अनुक्रम में 13 अवशेष हैं जो वे देते हैं इसलिए वर्तमान में आप द्वितीयक संरचना का स्थान देख सकते हैं इसलिए हम नीचे जाते हैं हम पीडीबी निर्देशांक को नीचे स्क्रॉल करते हैं अब अगली महत्वपूर्ण बात यह 3 डी संरचनाओं का महत्वपूर्ण पहलू है 3 डी संरचनाओं से हमें कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है छात्र 3 डी निर्देशांक निर्देशांक आपको चाहिए सही XYZ निर्देशांक यह है X Y और Z निर्देशांक फिर से यह परमाणु है I प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में प्रत्येक परमाणु के लिए है सही तो प्रोटीन में एक सामान्य परमाणु क्या है नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन छात्र सल्फर सल्फर सही तो आप एनसीओ देख सकते हैं सही और उसके बाद आप इस परमाणु N Cα CO देख सकते है यह मुख्य श्रृंखला हैं और Cβ Cγ Cγ1 Cγ2 इस अवशेषों मूल्य के लिए इस पक्ष श्रृंखला हैं प्रत्येक परमाणुओं के लिए वे यहां निर्देशांक देते हैं यह परमाणु संख्या है तो यह परमाणु नाम यह परमाणु नाम है यह परमाणु संख्या है तो यहाँ आप अवशेषों का देख सकते हैं नाम अब यह चेन चेन जानकारी है यह ए चेन या बी चेन यह अवशेष है जो एक नंबर है और फिर आपके पास XYZ निर्देशांक हैं और वे आपको ऑक्यूपेंसी और तापमान कारक देते हैं सही जो मैं बहुत जल्द समझाऊंगा इसलिए यदि हमारे पास ये PDB निर्देशांक हैं तो वे प्रत्येक परमाणु नाम परमाणु संख्या अवशेष नाम अवशेष संख्या और एक श्रृंखला जानकारी के साथ साथ निर्देशांक XY और Z निर्देशांक के बारे में सभी जानकारी देते हैं तो उनके पास कुछ पानी के अणु भी होते हैं और कुछ आयन भी किसी भी अन्य लिगैंड होते हैं यदि वे मौजूद हैं तो वे परमाणुओं को हेटेरोआटम्स के रूप में देते हैं तो आप परमाणुओं और हेटेरोटॉम्स को अलग अलग पहचान सकते हैं चाहे ये प्रोटीन निर्देशांक के हों या पानी के अणु हों किसी भी अन्य आयन हैं लिगैंड्स हैं सही जो इन विशेष प्रोटीन को क्रिस्टलीकृत कॉक्रीस्टलिज़े करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अब मैंने पहले चर्चा की तो हमारे पास XYZ निर्देशांक है सही और फिर आप देख सकते हैं कि यह ऑक्यूपेंसी है और वे बताते हैं कि ऑक्यूपेंसी क्या है जो प्रोटीन संरचना में दिए गए हैं यदि आप इस समय को देखते हैं तो अधिकांश मामलों में यह एक है और कुछ मामलों में आप देखते हैं कि एक अलग संख्या है अलग अलग संख्याओं का क्या अर्थ है और यह एक क्यों है सही मैं अभी बताऊंगा बस मैं समझाऊंगा तो एक ऑक्यूपेंसी क्या है यदि आप इन सूक्ष्म आणविक संरचनाओं सूक्ष्म अणु क्रिस्टल में देखते हैं तो सममित व्यवस्था में एक साथ पैक करने के लिए कई अलग अलग अणुओं से बना होता है इसलिए यदि आप इन संरचनाओं को देखते हैं तो सतह की पार्श्व श्रृंखला ठीक कई दिशाओं के बीच आगे और पीछे जा सकती है इस मामले में एक सब्सट्रेट विभिन्न अभिविन्यास से बंध सकता है या तो एक अभिविन्यास एक्स और अभिविन्यास वाई सही और सक्रिय साइट या धातु आयन केवल कुछ अणुओं से बाध्य हो सकता है इस मामले में जब परमाणु मॉडल का निर्माण करते हैं तो वे अभिविन्यास शब्द देते हैं यह देखने के लिए कि क्रिस्टल में प्रत्येक विरूपण पर्यवेक्षक क्रिस्टल में प्रत्येक परमाणु के लिए केवल एक अनुरूपता का निरीक्षण करता है या इस परमाणु की अलग अलग पुष्टि हो सकती है यदि अभिविन्यास 1 है तो उसका क्या अर्थ है छात्र 1 तो वह परमाणु सभी अणुओं में पाया जाता है जो एक ही जगह क्रिस्टल होते हैं तो कोई विचलन नहीं है तो सभी अणु सही इस परमाणु को उसी स्थिति में रखते हैं यदि मान 1 है कुछ मामलों में यह 1 के लिए एक उदाहरण है इसलिए यदि इस मामले में यह सब आप अभिविन्यास 1 देख सकते हैं तो ये सभी परमाणु सही सभी परमाणु इन अवशेषों मेंसही सभी अणुओं में समान स्थिति पर कब्जा करते हैं तो यह कारण है कि अभिविन्यास 1 है कुछ मामलों में यह अलग कहते हैं यह एक इस tyrosine 146 Cβ हैदेखते हैं अगर एक ही β tyrosine 146 यहाँ आप मूल्य इस एक मामले में एक दूसरे के लिए 049 है देख सकते हैं दूसरे मामले में यह 051 है क्या अंतर है यह 049 और 051 कैसे है उदाहरण के लिए यदि एक धातु आयन केवल एक आधे अणुओं को बांधता है तो आप इलेक्ट्रॉन घनत्व के नक्शे को देख सकते हैं सही और इसके आधार पर वे अभिविन्यास को असाइन करते हैं यदि वही अभिविन्यास सही वे कब्जा करते हैं तो वे दोनों मामलों में 05 डालते हैं सही इस अभिविन्यास का अर्थ क्या है यह आपको अणुओं के अंश को अलग अलग रचना में उदाहरण के लिए बताएगा अगर दो अलग अलग अनुरूपण हैंसही जैसा कि मैंने आपको यहां दिखाया है तो दो अलग अलग मान 049 और 051 इस मामले में यह परमाणु सही Cβ tyrosine 146 उदाहरण के लिए दो अलग अलग झुकाव है यह 049 051 और कुल होना चाहिए 1 इसलिए उदाहरण के लिए अलग अलग मामले हैं 05 और 05 या 04 और 06 और कोई अंश अभिविन्यास लेकिन कुल 1 के बराबर होना चाहिए इसलिए मैं यहां एक उदाहरण दिखाता हूं तो इस अणु उनके पास अलग अलग रूपांतर हैं इस ग्लूटामाइन 8 यह ग्लूटामाइन 8 है एक अभिविन्यास 057 है और एक अन्य जहां 043 का अभिविन्यास है यह एक और उदाहरण है यहां एक टाइरोसिन 151 है यहां दोनों के पास एक समान अभिविन्यास है इसलिए इस मामले में यह 05 और 05 है यदि एक ही प्रश्न सभी अणुओं पर कब्जा कर लिया जाता है हम सभी तो अधिभोग 1 होता है बाइंडिंग के आधार पर इसके अलग अलग झुकाव हो सकते हैं यदि उनके पास अलग अलग रूपांतर हैं तो अभिविन्यास विभाजित होता है ताकि कुल 1 के बराबर हो जाए